प्रोफेसर तो हमारे पास यहाँ क्या है एक डिज़ाइन थिंकिंग प्रोटोटाइप स्टूडेंट 1 हां सर हमने जो बनाया है वह एक बेसिक ऐप है जो डिज़ाइन थिंकिंग मे हमारे समाधान चरण का एक हिस्सा है हम मूल रूप से इस ऐप के माध्यम से हमारी मान्यताओं का परीक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं तो कृपया आप इस ऐप को चला कर देखें की यह कैसा है और हमें अपनी प्रतिक्रिया दें कि इस ऐप को संशोधित करने के लिए और कौन सी विशेषताएँ इसमे जोड़ी जा सकती है प्रोफेसर ठीक है तो आपके पास लॉगिन स्क्रीन हैटेक्स्ट बुक्स नोट्स हैं मुझे ऐसा प्रतीत होता कि जैसे यह है बहुत कुछ वैसा ही है जैसा कि आपके पास प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में था क्या ऐसा है स्टूडेंट 1 हाँ प्रोफेसर तो देखते हैं क्या है टेक्स्ट बुक्स नोटबुक फ़ाइल मैनेजर सेटिंग्स डाउनलोड अपलोड काफी चीजें हैं जब मैं नोटबुक पर क्लिक करता हूं तो मुझे सभी नोटबुक गणित रसायन विज्ञान आदि की सूची मिलती है इस प्लस को दबाने पर एक नई नोटबुक बना सकते हैं और हम यहाँ लिखना शुरू कर सकते हैं और अगर मे नोटबुक मे वापस पीछे जाता हूँ ओके मैं वापस पीछे जा रहा हूँ तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ ठीक है तो हम यहाँ नोटबुक डाउनलोड कर सकते हैं देखने मे तो यह अच्छा लग रहा है काफी अच्छा लग रहा है तो मेरा आपको यह सुझाव है कि आपके लिए यह काफी अच्छा रहा कि आप जान पाये कि एक प्रॉडक्ट के साथ कैसे सहभागिता कि जाती है लेकिन मैं अब आपसे यह चाहूँगा कि आप इस पर भी काम करे जैसे कि जो धाराणाएँ आपने ली हैं जैसे कि शिक्षकों कि डिजिटल नोट बुक तक पहुँच इत्यादि इसलिए अब आप उनमें से अधिकांश लोगों से यह सवाल पूछ सकते हैं जैसे कि क्या आपके शिक्षक को आपकी नोट बुक के डिजिटल संस्करण तक पहुँच है या कुछ ऐसे ही प्रश्न संभवतः उनसे पूछ सकते हैंजिन्हें आप भी महसूस करते हैं और फिर उन्हे भी हल कर तय करे की सब सही है ऐसी ही मुझे भी एक बात याद आती है जैसा की मुझसे भी किसी ने प्रश्न किया था की क्या वाकई छात्र अपने नोट्स साझा करने को प्रेरित रहते हैं तो इसके बजाय की आप उनसे सीधे पूछे की आप अपने नोट्स साझा करते हैं की नहीं आप छात्रों से ऐसे पूछिये की क्या आप अपने नोट्स साझा करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं अंतिम बार आपने अपने नोट्स कैसे साझा किए थे या पिछली बार आपने अपने सहपाठियों के साथ अपने नोट्स कब साझा किए थे या ऐसे ही कुछ प्रश्न तो आप छात्रों से ऐसे पूछ सकते है कि पिछली बार कब आपने अपने सहपाठियों के साथ अपने नोट्स साझा किए थे और वे कह सकते हैं कि मैंने जीव विज्ञान कक्षा मे अपने नोट्स उस लड़के के साथ साझा किए थे जो अनुपस्थित था तो ऐसे आप जान जाएँगे कि वास्तव में उस छात्र ने नोट्स साझा किए थे या नहीं तो यह एक अच्छा तरीका होगा कि आप उनके अतीत से उदाहरण ले कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मुझे लगता है कि बाकी सवाल हां या नहीं से जुड़े हैं मैंने इसमे आपकी अवधारणाओ को भी देख लिया था अब आप इससे लोगों को रूबरू करा सकते हैं यह काफी अच्छा है और आपने इसे बहुत कम समय में किया है आपको बधाई हो स्टूडेंट 1 बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रोफेसर आपको आपके परीक्षण के लिए शुभकामनाएँ स्टूडेंट 1 धन्यवाद सर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते है की आपने हमे एक बेहतरीन प्रतिक्रिया दी प्रोफेसर ओके आपका भी धन्यवाद स्टूडेंट २ नमस्कार स्टूडेंट 1 नमस्ते क्या आप अपने नाम के साथ शुरू कर सकते हैं स्टूडेंट २ मैं राजश्री हूं स्टूडेंट 1 आप कितने साल की हैं राजश्री छात्र २ मैं अठारह वर्ष की हूं स्टूडेंट 1क्या आप IISER में पढ़ रही हैं स्टूडेंट 2 हां मैं पढ़ाई कर रही हूँ स्टूडेंट 1 किस कोर्स से पढ़ाई कर रही हैं स्टूडेंट 2 यह बी॰ एस॰ एम॰एस॰ डुएल डिग्री है स्टूडेंट १ बहुत बढ़िया तो राजश्री हमारे पास हमारे डिज़ाइन थिंकिंग पाठ्यक्रम के जुड़ा एक समाधान है हम चाहेंगे कि आप इस समाधान का परीक्षण करें और अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करें कि इस एप्लिकेशन के साथ और क्या किया जा सकता है इस एप्लिकेशन मे आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं सहेज सकते हैं फ़ाइल मैनेजर पर जा सकते हैं डाउनलोड अपलोड आदि कर सकते हैं तो आप इसे इस्तेमाल कर के देखिये इस प्रक्रिया में मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है शिक्षक द्वारा कक्षा मे पढ़ाते समय आपको अध्ययन सामग्री दी जाती होगी पढ़ने के लिए तो क्या आपको इस अध्ययन सामग्री की सॉफ्ट कॉपी भी दी जाती है स्टूडेंट २ ज्यादातर तो कक्षा मे दिखाई या सिखाई जाने बातों से जुड़ी प्रस्तुतियाँ ही होती है जिसे हमें मेल के माध्यम से या मूडल नामक ऐप पर भेज दिया जाता है स्टूडेंट 1 अच्छा स्टूडेंट २ तो क्लास के नोट्स की सॉफ्ट कॉपी वहाँ ही अपलोड की जाती है स्टूडेंट 1 ठीक है तो क्या आप कक्षा में स्मार्ट फोन इस्तेमाल कर सकते है स्टूडेंट २ ज्यादातर प्रोफेसर यही पसंद करते हैं की हम कक्षा के दौरान स्मार्ट फोन का उपयोग नहीं करे बल्कि कक्षा के बाद ही मे करे परन्तु कक्षा में अगर हमें किसी चीज का उल्लेख करना हो तो हां हम स्मार्ट फोन का उपयोग कर सकते हैं स्टूडेंट 1 तो यदि प्रोफेसर आपको स्मार्ट फोन का उपयोग करने की अनुमति देता है तो क्या इसकी कोई निगरानी होती है कि आपको यह देखना है आपको यह उनकी जानकारी मे ही देखना हैं या आपको उनकी जानकारी के बगैर ऐसा नहीं करना चाहिए स्टूडेंट 2 वास्तव में ऐसा नहीं है ऐसी कोई निगरानी नहीं है कक्षा के दौरान हम जो देखना चाहते हैं उसे देखने के लिए स्वतंत्र हैं स्टूडेंट १ बढ़िया तो हमारे पास ये टेक्स्ट बुक्स आपको सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड के लिए पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हो और आप उसके ऊपर लिख भी सकते हो स्टूडेंट 2 हम वास्तव में इसके ऊपर कुछ संपादित या लिख नहीं सकते हैं हम इसे केवल LibGen जैसी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट 1 ओह तो आप अपने हस्तलिखित कक्षा मे किए काम को अपने सहपाठियों से कितनी बार साझा करते हैं स्टूडेंट २ यह आम तौर पर दो तरफ़ा प्रक्रिया है अगर मैंने किसी कक्षा को मिस कर दिया है या कक्षा मे कोई प्रोफ़ेसर बहुत तेज़ बोलते हैं जिससे मेरे लिए नोट्स लिखना मुश्किल हो जाता है तब मैं आमतौर पर अपने कुछ सहपाठियों से नोट्स लेना पसंद करती हूँ स्टूडेंट 1 क्या ऐसा कोई उदाहरण जो आपको याद हो जहां आपको लगा कि हाँ यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था जहां नोट्स साझा करना मुमकिन नहीं हुआ हो या काश कोई विद्वान व्यक्ति मेरी मदद कर देता क्या ऐसा कोई वाक़या आपके ज़हन मे आता है स्टूडेंट २ कुछ पाठ्यक्रमों के दौरान जो प्रोफेसर कक्षा मे कहते है वह वास्तव में समझना और व्याख्या करना कठिन हो जाता है क्योंकि प्रोफेसर कई बार इतना तेज़ी से बोल जाते है कि मेरे लिए लिख पाना मुश्किल हो जाता है यदि मैं उनको सुनने की कोशिश करती हूँ तो मुझे ठीक से नोट्स लिखने मे दिक्कत होती है और अगर मैं लिखने पर ध्यान देती हूं तो मुझे प्रोफेसर को ठीक से सुनने समझने मे परेशानी होती है इसमे बहुत ताल मेल बैठाने कि जरूरत होती है स्टूडेंट 1 ठीक है स्टूडेंट 3 मेरा नाम आदित्य है मैं फर्स्ट ईयर बीएसएमएस से हूँ स्टूडेंट 1 आदित्य आप कितने साल के हैं स्टूडेंट ३ मेरी उम्र उन्नीस साल है स्टूडेंट 1 यह डिज़ाइन थिंकिंग कोर्स के लिए एक समाधान है जिसे हम एनपीटीईएल पर सिखा रहे हैं स्टूडेंट 3 अच्छा स्टूडेंट1 यह मूल रूप से एक प्रोटोटाइप है इस एप्लिकेशन से आप नोट्स ले सकते है और साझा कर सकते हैं तो आप इसे इस्तेमाल कर के देखिये और हमे अपनी प्रतिक्रिया दीजिये कि हम इसे कैसे और बेहतर बना सकते हैं स्टूडेंट 3 मैं विज्ञान का छात्र हूं नोट्स लेते वक़्त मुझे आमतौर पर बहुत सारे गणितीय समीकरण पर एक वर्ग चिन्ह की आवश्यकता है जिसे मैं बहुत कुशलता से टाइप नहीं कर सकता तो यदि मेरे पास समीकरणों को टाइप करने के लिए एक सरल तरीका हो तो यह बहुत बढ़िया रहेगा इसके अलावा यह ऐप बेहतरीन रहेगा अगर मैं इसका आसानी से और कुशलता से उपयोग कर सकूँ तो मुझे यह बैग लाने कि भी आवश्यकता नहीं रहेगी स्टूडेंट 1 बिलकुल हमारा भी यही विचार है स्टूडेंट 3 मैं भी इसी तरह का ऐप डिज़ाइन करने के बारे में सोच रहा था स्टूडेंट 1 क्या आप ऐप्स विकसित करते हैं स्टूडेंट 3 नहीं वास्तव में मेरे पिताजी करते हैं स्टूडेंट 1 यह तो बहुत अच्छी बात है इस एप्लिकेशन को विकसित करते समय हमारे मन में कुछ धारणाएँ थी तो हम इन धारणाओ का परीक्षण करना चाहते हैं स्टूडेंट ३ अच्छा स्टूडेंट 1 उनमें से एक यह है कि जब आप क्लास में होते हैं तो आपके शिक्षक आपको किसी तरह कि अध्ययन सामग्री जैसे हैंडआउट या कुछ और देते होंगे स्टूडेंट 3 ओके स्टूडेंट 1 क्या कोई ऐसा भी तरीका होता है जिससे वह हैंडआउट आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में उपलब्ध कराए जाते हो वास्तव में एक कोर्स वेबसाइट है ज्यादातर कोर्स है जिनके लिए अलग एक वेबसाइट है और हर ट्यूटोरियल के साथ ही साथ सभी लेक्चर नोट्स हमे उस पर ही दिए जाते हैं हमे बस कॉपी पेस्ट करने कि ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट 1 क्या आपके पास अपनी कक्षा के अंदर स्मार्ट फोन तक पहुंच है जिससे कि आप कुछ हिस्सों को खुद संदर्भित कर सके स्टूडेंट 3 हमें इस तरह से कक्षा मे तस्वीरें लेने की अनुमति नहीं है लेकिन आप उपयोग कर सकते हैं मैं अपने लैपटॉप का उपयोग नोट्स लेने के लिए करता हूं स्टूडेंट 1 ओके जब आप अपने लैपटॉप या स्मार्ट फोन जैसी प्रणाली का उपयोग करते हैं तो क्या कोई व्यक्ति इसकी निगरानी भी है करता है स्टूडेंट 3 नहीं लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो गेम खेलते हैं स्टूडेंट 1 आपने अभी कहा कि आप नोट्स लेने के लिए अपने लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिससे आपको अपनी सभी टेक्स्ट बुक्स भी हो और स्टूडेंट ३ वास्तव में अधिकांश टेक्स्ट बुक्स पीडीएफ में उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि यह एक कॉपीराइट का मुद्दा है इसलिए अधिकांश टेक्स्ट बुक्स कि सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ में उपलब्ध नहीं हैं स्टूडेंट 1 तो जब आप डिजिटल रूप से नोट्स ले रहे होते हैं तो इसका मतलब यह भी हुआ कि आपके पास अपने नोट्स साझा करने का प्रावधान भी मौजूद होता है स्टूडेंट३ जी हाँ स्टूडेंट 1 क्या आपको ऐसी कोई महत्वपूर्ण स्थिति याद हैं जहां आपको लगा हो कि नोट्स साझा करना बेहतर होता स्टूडेंट३ हाँ मूल रूप से जब हमारी ओपेन टेक्स्ट बुक्स परीक्षा होती है तो हर किसी को पुस्तक उपलब्ध नहीं होती है या सभी के लिए नोट्स उपलब्ध नहीं होते हैं चूंकि मूल रूप से वह एक खुली पुस्तक परीक्षा है तो यदि आपको एक सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध हो तो वो हर कोई साझा कर सकता है साथ ही साथ हर कोई अपने नोट्स भी साझा कर सकता है एक सॉफ्ट कॉपी होने से यह और भी बेहतर हो जाएगा क्योंकि तब हम हर किसी के नोट्स को एक में ही एक्सेस कर सकते हैं लेकिन अगर हम कक्षा में फोटो कॉपी का इस्तेमाल करने के लिए ले जाते हैं तो बहुत सारे पन्नो का इस्तेमाल बढ़ जाएगा स्टूडेंट 1 तो इस तरह से यह पेपर्स का इस्तेमाल भी कम करेगा स्टूडेंट 3 न सिर्फ पेपर का उपयोग कम करेगा बल्कि हम सभी के नोट्स तक एक साथ पहुँच रख सकते हैं स्टूडेंट 1 हाँ बिलकुल स्टूडेंट 1 आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट 3 धन्यवाद क्या मैं पहले आपका नाम जान सकता हूं स्टूडेंट 4 हां मेरा नाम सुनील है स्टूडेंट 1 आपकी उम्र कितनी है स्टूडेंट ४ मेरी उम्र बाईस साल है स्टूडेंट 1 क्या आप IISER के छात्र हैं स्टूडेंट ४ जी हाँ स्टूडेंट 1 ओके सुनील यह नोट्स लेने वाला एक बेसिक एप्लिकेशन है जिसे हमने अपने डिज़ाइन थिंकिंग कोर्स के एक समाधान के तौर पर विकसित किया है हम चाहते हैं कि आप इस ऐप को इस्तेमाल कर के देखे और अगर आप कोई भी प्रतिक्रिया दें सके क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप अपनी कक्षाओं में जाते होंगे तो वहाँ शिक्षक आपको अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराते ही होंगे स्टूडेंट ४ जी हाँ स्टूडेंट 1 तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिससे आपको सभी अध्ययन सामग्री सॉफ्टकॉपी रूप मे उपलब्ध होती हो स्टूडेंट 4 उसी समय सारी सामग्री सॉफ्टकॉपी में स्टूडेंट 1 जैसे कि यदि कोई शिक्षक आपको अध्ययन सामग्री देता है तो उसे डिजिटल माध्यम से साझा करता है या फिर हैंडआउट के रूप में देता है तो क्या तरीका है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट 5 हमें वेबसाइट पर जाना होता है स्टूडेंट 1 तो आपको कक्षा के अंदर किसी प्रकार के डिजिटल गैजेट के इस्तेमाल कि पहुँच भी होगी स्टूडेंट 4 जी हाँ स्टूडेंट 1 तो जब आप अपने स्मार्ट फोन या लैपटॉप के द्वारा नोट्स ले रहे होते हैं या कुछ भी अभिगम कर रहे होते है तो क्या उस वक़्त कोई आपकी निगरानी करता है कि आपको यह कैसे करना हैं जैसे कि हमारी ११ वीं १२ वीं और इंजीनियरिंग कक्षा में नोट्स का सत्यापन होता था या कुछ ऐसा ही है तो क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जहां प्रोफेसर आपसे पूछते हो कि सब कुछ ठीक है आपने नोट्स लिए कि नहीं स्टूडेंट 5 काफी सारी वेबसाइट केवल IISER ईमेल अकाउंट से ही खुलती हैं ना किसी अन्य ईमेल अकाउंट से ना IISER IP एड्रैस से इसलिए संस्थान के बाहर प्रोफेसर इसे नहीं खोल सकते स्टूडेंट १ यदि आप इन अध्ययन सामग्रियों तक पहुँच रखते हैं तो इसमे टेक्स्ट बुक्स आपको सॉफ्टकॉपी मे उपलब्ध हैं स्टूडेंट 4 सॉफ्ट कॉपी मे यह वेबसाइट पर उपलब्ध है स्टूडेंट 1 क्षमा करें मैं आपको सुन नहीं पाया स्टूडेंट 4 कुछ वेबसाइट पर यह उपलब्ध हैं स्टूडेंट 1 अच्छा तो कुछ वेबसाइट में शिक्षक इसको उपलब्ध कराने का ध्यान रखते हैं स्टूडेंट १ तो अगर मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि हाल में आपके द्वारा यह महसूस किया गया हो कि कोई स्थिति मे अपने दोस्तों से नोट्स साझा करना आपको उनकी अधिगम के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगा हो या किसी परिस्थिति मे आपने अपने मित्रों से नोट्स साझा किए हो और आपको लगा हो कि नोट्स साझा करना आप सब के लिए फ़ायदेमंद है और क्या ये डिजिटल रूप किया जा सकता है स्टूडेंट ४ जी हाँ स्टूडेंट 1 क्या कोई ऐसी स्थिति आपके साथ हुई है जो आप बता सकते हैं स्टूडेंट 4 ज़रूर स्टूडेंट १ तो क्या आपको याद है जहाँ आपने अपने नोट्स अपने दोस्तों के साथ साझा किए हो तो आप किस प्रकार का नोट्स साझा करते हैं स्टूडेंट 5 अगर हम व्हाट्सएप पर होते हैं स्टूडेंट 1 तो मूल रूप से आप छवियों को क्लिक करते हैं स्टूडेंट 1 इस एप्लिकेशन को और विकसित करने के संदर्भ में आपकी कोई अन्य प्रतिक्रिया स्टूडेंट 5 तो हम यहाँ नोट्स अपलोड करते हैं स्टूडेंट 1 तो यह रहा आपका एक पहले से सेव किया हुआ नोट है यह एक अभ्यास नोट है जिसपर आपने पहले से ही लिखा हुआ है और यह हमने यहाँ बस एक सैंपल टेक्स्ट इसके ऊपर लिख दिया है अपने मूल प्रोटोटाइप को दर्शाने के तौर पे ताकि अगर आपकी प्रतिक्रिया हुई की टाइप करने के बजाय इसमे लिखना अधिक आसान है तो हम इसके टाइपिंग भाग को हटा देंगे और एक लेखनी को शामिल कर देंगे स्टूडेंट 5 क्या हम पीडीएफ पर भी जा सकते हैं स्टूडेंट 1 जी हाँ स्टूडेंट 5 यह तो बहुत अच्छा ऐसे कई अच्छे छात्रों के पास बेहतर नोट्स होते हैं वे अपने नोट्स अपलोड कर सकते हैं और विश्वविद्यालय के छात्र इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं स्टूडेंट 1 सही कहा आपने स्टूडेंट 4 इससे स्थानीय छात्रों को फायदा होगा स्टूडेंट 1 आप एकदम ठीक कह रहे है हम इसमे यह भी कर सकते हैं कि जैसे मैं आपसे निगरानी वाली बात पूछ रहा था वो इसलिए कि अगर हम ये प्रणाली हमारे अपने कॉलेज IISER मे लागू करना चाहे तो एक व्यवस्थापक अनिवार्य होगा जो आपसे टेक्स्ट बुक्स साझा करेगा और आप क्लाउड सिस्टम का उपयोग करके अपने नोट्स साझा कर सकते हैं स्टूडेंट 4 ताकि हर कोई देख सके स्टूडेंट 1 न सिर्फ हर कोई देख सके पर साथ ही साथ इस प्रक्रिया में हम नहीं चाहते कि लोग कोई अनावश्यक या अतुलनीय सामग्री अपलोड कर सके जिसके लिए एक व्यवस्थापक का होना ज़रूरी है तो इस पूरी प्रक्रिया में जहां आप अपने व्यक्तिगत नोट क्लाउड पर अपलोड कर सकते हैं जहां आपके सहपाठी इसे एक्सेस कर सकते हैं और जहां आपका व्यवस्थापक आपसे टेक्स्ट बुक्स या अगले सप्ताह की समय सारिणी को आपसे साझा कर सकता है या चाहे कुछ भी जो कक्षा प्रबंधन से जुड़ा हो या नहीं तो ऐसी प्रक्रिया को प्रबंधित करने के संदर्भ में आप कोई प्रतिक्रिया देंगे स्टूडेंट 5 यहां हम अध्याय के अनुसार अपलोड करते हैं या नहीं स्टूडेंट1 यह आपके ऊपर निर्भर है आप चाहे तो एक फ़ोल्डर बना सकते हैं जिसमें केवल एक अध्याय या एक पृष्ठ या एक है पाठ अपलोड कर सकते हैं पूरी टेक्स्ट बुक को टेक्स्ट बुक समझे कि एक मूल प्रोटोटाइप किसी ऐप का कैसे बनाना शुरू किया जा सकता है और कैसे उसे अपने ग्राहकों की प्रतिक्रिया के अनुसार सुधारा जा सकता है स्टूडेंट 4 आप कैसी प्रतिक्रिया चाहते है स्टूडेंट 1 यही कि क्या आपको लगता है कि इस ऐप से आपको अपने अध्ययन के लिए सामग्री सही तरीके से प्राप्त हो पाएगी स्टूडेंट ४ हाँ मुझे लगता है स्टूडेंट 1 बहुत बढ़िया आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों स्टूडेंट ४ आपका स्वागत है स्टूडेंट 1 आपके समय के लिए आपका धन्यवाद स्टूडेंट 1 क्या आप लोग अपना परिचय देंगे जिससे हम शुरुआत कर सके स्टूडेंट ६ मैं मुथु हूँ और मैं केरल से हूँ मैं बीएसएमएस के दुत्य वर्ष मे पढ़ाई कर रहा हूँ स्टूडेंट 7 मैं केरल से मोहम्मद जीबिन हूँ और मैं भी बीएसएमएस के दुत्य वर्ष का छात्र हूँ स्टूडेंट 1 हम चाहते हैं कि आप इस ऐप को चला के देखे यह एक बेसिक नोट लेने का एप्लिकेशन है जिससे आप एक ही प्लेटफॉर्म पर टेक्स्ट बुक्स और नोट बुक्स दोनों से एक साथ नोट्स लेने सकते हैं साथ ही साथ हम इसमे ऐसी प्रणाली अध्ययन से जुड़ी सामग्री टेक्स्ट बुक्स आदि आपसे साझा कर सके और साथ ही साथ आप भी अपने सहपाठियों के संग अपने नोट्स आदि अपलोड कर साझा कर सके मैं आपसे आपकी प्रतिक्रियाएँ प्राप्त करना चाहूँगा जो कि इस एप्लिकेशन के साथ और क्या अधिक किया जा सकता है या कोई भी सुविधा जो आप चाहते हैं कि हम इसमे जोड़ें तो आप इसका इस्तेमाल करके देखिये स्टूडेंट 7 आपने कहा कि यह शुरुआती चरण में है तो मुझे लगता है कि मैं इसमे अपने पसंदीदा कंटैंट को स्टोर करने में सक्षम नहीं हूंगा ऐसे मे बुक मार्क का मौजूद होना बहुत मददगार होगा साथ मे विशेषताएं जैसे किसी कंटैंट को हाइलाइटिंग करना भी मददगार रहेगा फिर लिखावट भी सक्षम होनी चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि यह एक समस्या होगी क्योंकि टैब में लिखते समय लिखावट हमेशा एक समस्या बनी रहती है इसलिए इसमे एक लेखनी को भी सक्षम किया जाना चाहिए स्टूडेंट 6 इसके अलावा और अधिक सुविधाओं तो और भी अच्छा स्टूडेंट 1 तो जब आप अपनी कक्षा में होते हैं तो आपके शिक्षक कुछ अध्ययन सामग्री आपको उपलब्ध कराते होंगे तो क्या यह अध्ययन सामग्री हमेशा आपको कागज के रूप मे ही उपलब्ध होती है या फिर यह ऑनलाइन साझा की जाती है स्टूडेंट 7 नहीं कागज के रूप मे नहीं यह आमतौर पर डिजिटल रूप मे साझा की जाती है स्टूडेंट 6 वे इसे वेबसाइट में साझा करते हैं असल मे यह वेब प्लेटफ़ॉर्म पर है इसे गूगल ड्राइव से लिंक किया जा सकता है स्टूडेंट 1 क्या आप लोगों के पास कक्षा के अंदर स्मार्ट फोन या लैपटॉप तक पहुंच है स्टूडेंट 6 नहीं इसकी अनुमति नहीं है हम इसे ला सकते हैं लेकिन उपयोग नहीं कर सकते स्टूडेंट 1 तो जब आप हॉस्टल या अपने घर पर होते हैं और किसी विषय की तैयारी कर रहे होते है तो क्या उस वक़्त ऐसा क्या कोई प्रावधान है जिससे आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप मे टेक्स्ट बुक्स प्राप्त हो सकें स्टूडेंट जी हाँ है स्टूडेंट 6 आमतौर पर हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट 1 तो क्या आप किसी तरह पीडीएफ के ऊपर अपने निजी नोट लिख पाते है अपनी व्यक्तिगत समझ के लिए स्टूडेंट 7 नहीं हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि टाइप करना एक चुनौती है जिसमे बहुत अधिक समय लगता है स्टूडेंट 6 कृपया बताइये की इस ऐप मे किस प्रारूप को इस्तेमाल किया जा सकता है क्या सिर्फ पीडीएफ स्टूडेंट 1 नहीं सभी तरह के दस्तावेज़ प्रारूप तो इसके विपरीत की हम आपको कोई प्रारूप उपलब्ध कराए आप ही बताए की आप कौन सा प्रारूप इसमे उपलब्ध चाहेंगे स्टूडेंट 6 हाँ ये अच्छा रहेगा स्टूडेंट 1 तो क्या कोई प्रारूप विशेष रूप से है आपके ज़हन मे स्टूडेंट 6 हां EVGA प्रारूप स्टूडेंट 1 क्या आप विस्तृत मे इस प्रारूप के बारे मे बता सकते हैं कि यह प्रारूप क्या है स्टूडेंट 6 वास्तव में मैं नहीं जानता स्टूडेंट 7 पर कुछ टेक्स्ट बुक्स उस प्रारूप में आती हैं स्टूडेंट 1 ओके स्टूडेंट 6 वह केवल कंप्यूटर पर ही खुल सकती हैं स्टूडेंट ठीक है